नमस्ते इस विशेष मॉड्यूल में आपका स्वागत है यदि आपको याद है कि हमने जो देखा है वह MEMS आधारित प्रौद्योगिकी पर माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक में घटक है जहां हम माइक्रो सेंसर माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक और फिर माइक्रो एक्ट्यूएटर और माइक्रोस्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे थे तो वे कैसे परस्पर संबंधित है यदि आप माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक के बारे में बात की गई स्लाइड देखते हैं तो इसे एक मस्तिष्क के रूप में माना जाता है जो प्रक्रियाओं को प्राप्त करता है और निर्णय लेता है और डेटा माइक्रोसेंसर से आता है जब डेटा माइक्रोसेंसर से आता है तो इसे आपके माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के माध्यम से संसाधित किया जाता है तो ऐसे कई डोमेन हैं जिनमें लोग काम करते हैं और आप शोध विचारों पर काम जानते हैं और ये MEMS के भीतर चार डोमेन हैं और प्रत्येक के पास दुनिया में महत्वपूर्ण मात्रा में शोध है माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक वह जगह है जहां आप कैरेंस का उपयोग करके सर्किट को डिजाइन करते हैं और आगे आपको इसे फाउंड्री का उपयोग करके बनाना होगा और माइक्रोसेंसर वह जगह है जहां आप वास्तव में सेंसर बनाते हैं तो यहां माइक्रोसेंसर और माइक्रो एक्ट्यूएटर के बारे में समझना है अब जब आप माइक्रोसेंसर के बारे में बात करते हैं तो माइक्रोसेंसर की अवधारणा या भूमिका लगातार पर्यावरण से डेटा प्राप्त करना है मान लीजिए कि यह गैस सेंसर है तो यह लगातार पर्यावरण से गैस के बारे में डेटा प्राप्त करेगा यदि यह एक दबाव संवेदक है और यदि एक समान दबाव लागू होता है चाहे दबाव बढ़ रहा हो या घट रहा हो तो यह लगातार दबाव को मापेगा तो जो कुछ भी सेंसर है वह सेंसिंग के लिए है इसे लगातार डेटा इकट्ठा करना चाहिए और इसे प्रोसेसिंग यूनिट को भेजना चाहिए और आपकी प्रोसेसिंग यूनिट एक माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है अब सड़क माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक को डेटा पास करने की है तो पहला है लगातार पर्यावरण से डेटा इकट्ठा करना दूसरा है प्रोसेसिंग के लिए माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक को डेटा पास करना और तीसरा यह है कि यह मैकेनिकल थर्मल बायोलॉजिकल केमिकल को नाप और मॉनिटर कर सकता है और बहुत कुछ है तो यह पर्यावरण से आपके द्वारा ज्ञात कई डेटा की निगरानी के लिए माइक्रोसेंसर की भूमिका है और अंत में जब आप माइक्रो एक्ट्यूएटर के बारे में बात करते हैं तो यह बाहरी डिवाइस को सक्रिय करने के लिए एक ट्रिगर के रूप में कार्य करता है माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स माइक्रो एक्ट्यूएटर को सक्रिय करने के बारे में बताएगा तो पहले यह सेंसर डेटा माइक्रोसेंसर से माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक में जाता है तो माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक कार्य करने के लिए माइक्रो एक्ट्यूएटर को डेटा भेजेगा और फिर अंत में आपके पास एक माइक्रोस्ट्रक्चर है यह माइक्रोस्ट्रक्चर चिप की सतह पर निर्मित और MEMS के सिलिकॉन में निर्मित अत्यंत छोटी संरचनाएं हैं तो जब आप निर्माण प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं और आज हम बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया कॉल फोटोलिथोग्राफी सीखेंगे तो निर्माण प्रक्रिया में पहला कदम यह है कि आपको एक फिल्म जमा करनी होगी तो अगर आपको याद है तो हमने सब्सट्रेट के बारे में चर्चा की है सब्सट्रेट क्या है कुछ भी जिस पर हम डिवाइस को गढ़ने जा रहे हैं यह सिलिकॉन हो सकता है यह जर्मेनियम हो सकता है यह कांच हो सकता है यह धातु कुछ भी हो सकता है तो सब्सट्रेट एक ऐसी सामग्री है जिस पर हम सेंसर या एक्चुएटर या किसी अन्य डिवाइस को डिजाइन और निर्माण करने जा रहे हैं अब मान लीजिए कि आप एक हीटर बनाना चाहते हैं तो आपके पास एक सिलिकॉन वाष्प है क्या मैं अन्य सामग्री सिलिकॉन वाष्प धातु जमा कर सकता हूं नहीं क्योंकि सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है तो मुझे एक इन्सुलेट परत रखना पड़ा तो अगर उस स्थिति में हमारे पास एक इन्सुलेटिंग परत है तो यह इन्सुलेटिंग परत SiO2 है और फिर उस पर हम एक धातु जमा करेंगे यह धातु नाइक्रोम दाहिनी ओर है नाइक्रोम एक ऐसी सामग्री है जिसका उपयोग हीटर बनाने के लिए किया जाता है अब इस धातु को हमारे हीटर के निर्माण के लिए कैसे जमा करें तो वहाँ जहाँ निक्षेपण तकनीक चलन में आती है एक सब्सट्रेट पर कुछ नैनोमीटर से 100 माइक्रोमीटर के बीच कहीं भी सामग्री की पतली फिल्म जमा करें अगर मैं एक फिल्म जमा करता हूं तो मोटाई कुछ नैनोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक हो सकती है जो इस बात पर निर्भर करती है कि सामग्री जमा करने के लिए आप किस तरह की तकनीक का उपयोग कर रहे हैं तब तुम्हारे पास दो तरह के बयान होते हैं पहला भौतिक निक्षेपण और दूसरा रासायनिक निक्षेपण इसलिए MEMS में हम इसे भौतिक वाष्प जमाव और रासायनिक वाष्प जमाव कहते हैं l भौतिक वाष्प जमाव को PVD भी कहा जाता है और रासायनिक वाष्प जमाव को CVD के रूप में भी जाना जाता है सब्सट्रेट भौतिक वाष्प जमाव और रासायनिक वाष्प जमाव पर सामग्री जमा करने की दो तकनीक हैं भौतिक वाष्प जमाव में सामग्री को सब्सट्रेट तकनीकों पर रखा जाता है जिसमें स्पटरिंग और वाष्पीकरण शामिल हैं हम दोनों तकनीकों को देखेंगे आगे वाष्पीकरण में यदि आप चाहें इसलिए यदि आप विशेष रूप से पतली फिल्म जमाव देखते हैं तो आपके पास भौतिक वाष्प जमाव है और फिर आपके पास रासायनिक वाष्प जमाव है भौतिक वाष्प जमाव या भौतिक निक्षेपण में आपके पास वाष्पीकरण होता है और फिर आपका स्पटरिंग होता है अब वाष्पीकरण में आगे आप समझना चाहते हैं तो कुछ एक प्रक्रिया होती है जिसे ई बीम वाष्पीकरण कहा जाता है और दूसरी तकनीक को थर्मल वाष्पीकरण कहा जाता है एक तकनीक ई इलेक्ट्रॉन बीम वाष्पीकरण है दूसरी तकनीक को थर्मल वाष्पीकरण कहा जाता है और स्पटरिंग परमाणुओं को हटाने और फिल्म जमा करने का एक यांत्रिक तरीका है हम कुछ मॉड्यूल में स्पटरिंग ई बीम और थर्मल के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे तो दूसरी प्रक्रिया है आपका रासायनिक वाष्प जमाव रासायनिक वाष्प निक्षेपण में क्या होता है यदि आप स्लाइड देखते हैं तो स्रोत गैस की धारा सब्सट्रेट पर प्रतिक्रिया करती है स्रोत गैस की धारा उत्पाद को विकसित करने के लिए एक सब्सट्रेट पर प्रतिक्रिया करती है उदाहरण के लिए यदि आप सिलिकॉन डाइऑक्साइड को उगाना चाहते हैं या आप सिलिकॉन नाइट्राइड को उगाना चाहते हैं तो आप CVD तकनीक का उपयोग कर सकते हैं तकनीक में रासायनिक वाष्प जमाव और परमाणु परत जमाव शामिल हैं तो रासायनिक जमाव में आपके पास रासायनिक वाष्प जमाव कॉल CVD और परमाणु परत जमाव कॉल ALD है और CVD में आगे अगर आप समझना चाहते हैं तो LPCVD है तो PECVD है LPCVD PECVD कम दबाव रासायनिक वाष्प जमाव प्लाज्मा रासायनिक वाष्प जमाव को बढ़ाता है यदि आप यह समझना चाहते हैं कि वे कौन से सबस्ट्रेट हैं जिनका उपयोग हम आमतौर पर माइक्रोसेंसर में करते हैं तो ये सबस्ट्रेट्स हैं पहला सिलिकॉन है दूसरा आपका गिलास है गिलास भी SiO 2 है तीसरा क्वार्ट्ज है और फिर बहुत कुछ है लेकिन अक्सर सिलिकॉन ग्लास और क्वार्ट्ज एल्यूमिना का भी उपयोग किया जाता है तो पतली फिल्म के उदाहरण पॉलीसिलिकॉन सिलिकॉन डाइऑक्साइड सिलिकॉन नाइट्राइड धातु और पॉलिमर हैं जो पॉलीमर की पतली फिल्म को भी जमा करते हैं मान लीजिए p डॉट p s s p डॉट p s s एक संवाहक पॉलीमर है इसलिए यदि मैं पॉलीमर के संचालन की पतली फिल्म जमा करना चाहता हूं तो मैं CVD तकनीक का उपयोग कर सकता हूं अगर मैं धातु क्रोम सोना जमा करना चाहता हूं तो मैं PVD तकनीक का उपयोग कर सकता हूं आप ई बीम वाष्पीकरण का उपयोग कर सकते हैं आप स्पटरिंग का उपयोग कर सकते हैं अगर मैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड जमा करना चाहता हूं तो मैं स्पटरिंग का उपयोग कर सकता हूं या मैं PECVD या LPCVD का उपयोग कर सकता हूं अगर मैं फिर से पॉलीसिलिकॉन जमा करना चाहता हूं तो मैं स्पटरिंग का उपयोग कर सकता हूं इसलिए आप किस तरह की फिल्म जमा करना चाहते हैं और सामग्री का गलनांक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम देखेंगे कि यह क्यों महत्वपूर्ण है मान लीजिए कि इस विशेष सामग्री पर एक फिल्म है और आपको सब्सट्रेट पर एक फिल्म जमा करनी है यह एक स्रोत है और कुछ धातु है तो आइए यह कुंजी एक धातु है अब आप इस धातु को सब्सट्रेट पर जमा करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं होगा जब आप वास्तव में एक फिल्म जमा करते हैं तो यह वहीं रहेगा क्योंकि एक नाव है और फिर मान लें कि यह एक सब्सट्रेट है जिस पर आप एक फिल्म जमा करना चाहते हैं अब इस धातु को सब्सट्रेट पर जमा करने के लिए आप कैसे जमा कर सकते हैं यहाँ इस धातु को पिघलाना नहीं है तो मुझे इस धातु को पिघलाना पड़ा ताकि यह इस स्रोत से वाष्पित हो जाए और सब्सट्रेट पर जमा हो जाएं नीचे दाईं ओर सब्सट्रेट यहाँ हमारे पास इस विशेष धातु का निक्षेपण है तो यह करने के लिए मुझे क्या करना है मुझे इस स्रोत को पिघलाने के लिए स्रोत पर सामग्री को पिघलाना है हमें इस धातु को गर्म करना है इस धातु को उसके गलनांक से परे अधिक गर्म करें जब आप धातु को उसके गलनांक से अधिक गर्म करते हैं तो क्या होगा धातु वाष्पित हो जाएगी यह वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा और इसे सब्सट्रेट पर जमा कर दिया जाएगा तो ऐसा करने के लिए कि स्रोत का गलनांक वह सामग्री है जिसका हम उपयोग कर रहे हैं जिस पर आपके पास धातु की टोपी है तो स्रोत का यह गलनांक उस सामग्री के गलनांक की तुलना में बहुत अधिक होना चाहिए जिसे आप जमा करने जा रहे हैं इस धातु का गलनांक और स्रोत का गलनांक जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं स्रोत वह जगह है जहां आपको इसे रखना है मैं इस विशेष के बारे में बात कर रहा हूं अब मेरे पास एक मोबाइल है लेकिन आप मानते हैं कि यह मोबाइल एक धातु की नाव है जिस पर हम सामग्री लोड कर रहे हैं अब मैं इस सामग्री को वाष्पित करना चाहता हूं तो मुझे उसे गर्म करना होगा तो इस सामग्री का गलनांक बहुत अधिक होना चाहिए तो फिर जब यह मोल्टर के रूप में हो जाता है तो यह प्रभावित नहीं होना चाहिए तो उस स्थिति में यदि मैंने उसे बहुत अधिक तापमान पर पिघलाया है तो यह वाष्पित हो जाएगा और सब्सट्रेट पर जमा हो जाएगा जो वैक्यूम कक्ष के शीर्ष पर है हम इस बारे में बात करेंगे तो मुद्दा यह है कि मैं किसी भी सामग्री को जमा कर सकता हूं जिसमें स्रोत सामग्री की तुलना में कम गलनांक होता है धारक की एक सामग्री है लेकिन सिलिकॉन डाइऑक्साइड में अत्यधिक उच्च पिघलने वाला बिंदु होता है ऐसे में मैं क्या कर सकता हूं मुझे जरूरत है कि मैं इस तकनीक का उपयोग नहीं कर सकता जहां मैं जानता हूं कि सामग्री को उसके गलनांक तक गर्म करना है क्योंकि धारक भी पिघल जाएगा मुझे एक अन्य प्रकार के निक्षेपण के लिए जाना है जिसे इलेक्ट्रॉन बीम निक्षेपण कहते हैं जहां इलेक्ट्रॉन बीम के माध्यम से हीटिंग किया जाएगा लेकिन इस स्रोत सामग्री को धारण करने के लिए हम जिस सामग्री का उपयोग करते हैं उसे क्रूसिबल राइट कहा जाता है थर्मल वाष्पीकरण के मामले में इसे नाव कहा जाता है यदि आप इस स्लाइड को देखते हैं तो यह थर्मल वाष्पीकरण में एक नाव है मैं एक उदाहरण देता हूँ यदि आपके पास नाव पर कोई सामग्री है यदि आप इस नाव को इस तरह गर्म करते हैं कि यह इस सामग्री के गलनांक बिंदु और उच्च तक पहुँच जाए तो क्या होगा यह सामग्री पिघल जाएगी और फिर यह वाष्पित होकर सब्सट्रेट पर जमा होने लगेगी अब प्रश्न यह है कि क्या नाव में लोड की गई सामग्री का गलनांक अत्यधिक उच्च है या गलनांक नाव के गलनांक के बराबर है नाव होल्डर है यह नाव है तो क्या होगा मैं थर्मल वाष्पीकरण का उपयोग नहीं कर सकता तो इसके बजाय मैं एक इलेक्ट्रॉन बीम ऑपरेशन का उपयोग कर सकता हूं और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन बीम ऑपरेशन में स्रोत सामग्री को एक क्रूसिबल में लोड किया जाता है यह क्रूसिबल कार्बाइड या क्वार्ट्ज या बहुत उच्च गलनांक सामग्री से बना है इस क्रूसिबल में मैं वह सामग्री लोड करूंगा जो मैं जमा करना चाहता हूं और फिर इलेक्ट्रॉन बीम इस विशेष सामग्री पर आपतित होगा और सामग्री वाष्पित होने लगती है शीतलन को पीछे की ओर हीलियम की सहायता से किया जाता है और फिर सब्सट्रेट को इस विशेष धातु के साथ लेपित किया जाएगा यहां लाभ यह है कि इलेक्ट्रॉन बीम का उपयोग करके हमें वास्तव में थर्मल वाष्पीकरण के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम पूरी चीज को पिघला नहीं रहे हैं केवल इसका एक हिस्सा है और इलेक्ट्रॉन बीम की तीव्रता के कारण यह उस सामग्री का केवल एक हिस्सा ही पिघलेगा और आपके पास पीछे की तरफ से एक ठंडा रास्ता है जो आपका हीलियम है ताकि क्रूसिबल नष्ट न हो इसलिए हम ई बीम के वाष्पीकरण के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और इसे समझने में मदद करेंगे पतली फिल्म जमाव के मामले में इस पतली फिल्म को जमा करने की विभिन्न तकनीकें हैं और किस तरह की फिल्म के आधार पर आप सिलिकॉन डाइऑक्साइड सिलिकॉन नाइट्राइड धातु या बहुलक या पॉलीसिलिकॉन जमा करना चाहते हैं आपको उस विशेष तकनीक को बदलना होगा जब मुझे स्पटरिंग का उपयोग करना चाहिए जब मुझे वाष्पीकरण का उपयोग करना चाहिए जब मुझे CVD का उपयोग करना चाहिए जब मुझे ALD करना चाहिए तो इस अवधारणा को हम देख रहे होंगे अब बहुत महत्वपूर्ण बिंदु जिसे हमें समझने की आवश्यकता है वह है प्रतिरूपण पैटर्निंग क्या है तो आपको याद है कि हमने ऑक्सीकृत सिलिकॉन वाष्प का एक उदाहरण लिया जिस पर हमने नाइक्रोम जमा किया है यह नाइक्रोम हम PVD तकनीक का उपयोग करके जमा कर रहे हैं PVD भौतिक वाष्प जमाव है और PVD में हम इस विशेष सामग्री को जमा करने के लिए इलेक्ट्रॉन बीम वाष्पीकरण का उपयोग कर रहे हैं जो कि हमारा निक्रोम है ये सभी क्रॉस सेक्शन अगर मैं इसे खींचता हूं तो यह ऑक्साइड के साथ लेपित सिलिकॉन वाष्प की तरह है या जिसमें नाइक्रोम है अगर मेरे पास इसका क्रॉस सेक्शन है तो यह इस तरह दिखेगा तो एक बार जब आप इस नाइक्रोम को ऑक्सीकृत सिलिकॉन वाष्प पर जमा कर देते हैं तो अगला कदम क्या है आपको इस नाइक्रोम को इस तरह से पैटर्न करना होगा कि मेरे पास एक हीटर होगा मुझे नाइक्रोम को इस तरह से पैटर्न देना है कि मैं एक माइक्रो हीटर बना सकूं तो इस पैटर्न को इस सामग्री को कैसे पैटर्न दें तो अब आपके पास एक नाइक्रोम माइक्रो हीटर है और आपके पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड है और आगे आपके पास सिलिकॉन है यदि मैं सामने का दृश्य या शीर्ष दृश्य खींचता हूं तो ऐसा दिखेगा जहां मेरे पास यह भौतिक पैटर्न इस रूप में होगा जो इस पूरे वाष्प के एक क्रॉस सेक्शन को पैटर्न करता है तो मुझे यह विशेष अधिकार होगा तो पैटर्निंग क्या है पैटर्निंग पैटर्न के एचिंगहस्तांतरण की तैयारी के लिए निक्षेपण के बाद सामग्री में पैटर्न का स्थानांतरण है अतः हम देखेंगे कि किस प्रकार की प्रतिरूपण तकनीकें हैं इसे पैटर्न करने के कई तरीके हैं लेकिन सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला फोटोलिथोग्राफी है तो लिथोग्राफी एक लिथो और ग्राफिक से आती है जिसका अर्थ है कि एक ही पत्थर से दो वक्र लिथोस और ग्राफिक तो अब हम देखेंगे कि कैसे फोटॉन या UV प्रकाश इस मामले में UV पराबैंगनी प्रकाश का उपयोग विभिन्न सामग्रियों को सब्सट्रेट पैटर्न करने के लिए किया जाता है आइए अब एक और शब्द देखें जिसे एचिंग कहा जाता है तो एचिंग क्या है तो आप देखते हैं कि मेरे पास सामग्री कब है जब मेरे पास एक भौतिक सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है तो मेरे पास सिलिकॉन होता है तो मेरे पास निक्रोम है अब मुझे अपने निक्रोम को एक निश्चित क्षेत्र में सुरक्षित करने की आवश्यकता है और शेष मैं इसे ईच करना चाहता हूँ क्यों तो आखिरकार मुझे इस सुरक्षा के लिए क्या खेद होगा हम इसका उपयोग फोटो प्रतिरोध कर सकते हैं फोटो विरोध तो अंत में मैं जो चाहता हूं वह केवल इस क्षेत्र में मौजूद नाइक्रोम है दूसरे क्षेत्र को हटा दिया जाना चाहिए जिसे हटाने को एचिंग कहा जाता है तो मैं इस नाइक्रोम की सुरक्षा कैसे कर सकता हूं मेरे फोटो रेसिस्टर का उपयोग करके मैं इस तरह से फोटो रेसिस्ट कैसे कर सकता हूं फोटोलिथोग्राफी का उपयोग करना है तो फोटोलिथोग्राफी का उपयोग करके हम फोटो प्रतिरोध को पैटर्न कर सकते हैं और यह फोटो प्रतिरोध होगा यह उस रसायन के खिलाफ एक मास्क है जिसका उपयोग इसके नीचे की धातु या उसके नीचे की सामग्री को ईच के लिए किया जाता है इस मामले में यह एक नाइक्रोम अधिकार है तो जहां भी फोटो प्रतिरोध था आप देख सकते हैं कि नाइक्रोम अभी भी मौजूद है अब अगला कदम क्या है अगला कदम यह है कि अगर मैंने यह वाष्प किया अगर मैंने इस वाष्प को नाइक्रोम वगैरह में किया तो क्या होगा नाइक्रोम जहां यह फोटो रेसिस्टेंट द्वारा सुरक्षित नहीं है वहां ईच हो जाएगा निक्रोम में जो फोटो रेसिस्टेंस द्वारा सुरक्षित नहीं है उसे ईच मिलेगा इसलिए यदि मैं एक नाइक्रोम वगैरह का उपयोग करता हूं जो कि एक रसायन है तो उसे गीली एचिंग कहा जाता है क्योंकि आप एक रसायन में वाष्प को डुबो रहे हैं रासायनिक एक ऐसा घोल है जिसका उपयोग नाइक्रोम को खोदने और गीली एचिंग के बराबर करने के लिए किया जाता है तो गीला एचिंग वह जगह है जहां हम सब्सट्रेट को रासायनिक समाधान में डुबोते हैं जो सामग्री को चुनिंदा रूप से हटा देता है इसका मतलब है कि यह फोटो रेसिस्ट को प्रभावित नहीं करेगा और यह केवल नाइक्रोम को ईच करेगा अब प्रक्रिया मास्क सामग्री की तुलना में लक्ष्य सामग्री की अच्छी चयनात्मकता एचिंग दर प्रदान करती है इसका क्या मतलब है कि यदि आप सिलिकॉन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं तो यह एक मास्किंग परत है जो इसके नीचे निक्रोम की रक्षा करेगी तो यह फोटो रेसिस्ट प्रभावित नहीं होना चाहिए तो धातु की चयनात्मकता या रसायन की चयनात्मकता बहुत अधिक होनी चाहिए फिर हमें केवल धातु को खोदना चाहिए और इसे फोटो रेजिस्टेंस को ईच नहीं करना चाहिए जिसे चयनात्मकता कहा जाता है यही कारण है कि मास्क सामग्री की तुलना में लक्ष्य सामग्री की अच्छी चयनात्मकता एचिंग दर प्रदान करती है वजन एचिंग के बजाय अगर मैं सामग्री को ईच के लिए गैसों का उपयोग करता हूं तो इसे शुष्क एचिंग कहा जाता है क्योंकि दुनिया में कोई गीला घटक नहीं है तो सूखी एचिंग वह जगह है जहाँ आप प्लाज्मा या गैस विविधताओं के साथ सब्सट्रेट घुलते हैं अगर मैं दो अलग अलग गैसों का उपयोग करता हूं जैसे कि धातु को प्रभावित करेगा और धातु को ईच मिलेगी तो इसे सूखी एचिंग कहा जाता है तो यह बहुत आसान है अब एक विधि चुनने के लिए वांछित आकार यदि हम स्लाइड देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि वांछित आकार ईच विभाग एकरूपता सतह खुरदरापन प्रक्रिया संगतता सुरक्षा लागत उपलब्धता और पर्यावरणीय प्रभाव है जब आप विधि चुनते हैं तो आपको इन सभी मापदंडों का ध्यान रखना चाहिए यदि आप एक एक करके जाते हैं तो वांछित आकार क्या है क्योंकि अगर मैं सिलिकॉन वाष्प खोदता हूं अगर मैं पीछे से सिलिकॉन वाष्प खोदता हूं तो मेरे पास 547 डिग्री का कोण होगा अगर मैं इस डायाफ्राम को बनाने के लिए पीछे से सिलिकॉन डाइऑक्साइड खोदता हूं और यह मेरा सिलिकॉन डाइऑक्साइड है तो यह सिलिकॉन वाष्प सिलिकॉन डाइऑक्साइड है अगर मैं इसे ईच करता हूं तो मुझे क्या मिल रहा है 547 डिग्री का कोण यह गीला एचिंग का उपयोग कर रहा है लेकिन अगर मैं सूखी एचिंग का उपयोग करता हूँ तो मेरे पास यह पैटर्न होगा तो आवेदन क्या है क्या आप इस 547 कोण के साथ हैं या आप चाहते हैं कि यह इस वांछित आकार में किनारे हो अगर मुझे यह आकार चाहिए तो मैं सूखी ईच के लिए जाऊँगा इसे ही हम वांछित आकृतियों के बारे में कहते हैं फिर दूसरा है ईच डेप्थ अगर मैं 500 माइक्रोन सिलिकॉन वाष्प में ईच करना चाहता हूं अगर मैं 400 माइक्रोन वाष्प को एकरूपता के साथ ईच करना चाहता हूं तो मुझे किस तरह की प्रक्रिया में गीली एचिंग या सूखी एचिंग का चयन करना चाहिए अगला सतह खुरदरापन है सामग्री का खुरदरापन हमारे अनुप्रयोगों में से एक में यह दीवार बहुत महत्वपूर्ण है तो इस दीवार की सतह पर खुरदरापन क्या है अगर मैं गीली एचिंग का उपयोग करता हूँ तो क्या यह सूखी एचिंग से तेज है यह सूखी एचिंग से कम खर्चीली है लेकिन सतह खुरदरापन के बारे में क्या सतह खुरदरापन सूखे या गीले में बेहतर होगा तो यह सब पैरामीटर हमें प्रक्रिया संगतता को समझना होगा क्या गीला एचिंग रसायन फोटो रेसिस्ट को प्रभावित करेगा या एक मैसिंग परत या सूखी एचिंग को प्रभावित करेगी जब आप गीली एचिंग के बारे में बात कर सकते हैं तो कई प्रक्रियाएँ होती हैं जिनका उपयोग सिलिकॉन एचिंग के लिए किया जाता है उदाहरण के लिए यदि आप सिलिकॉन के बारे में बात करते हैं तो इस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ एक KOH होता है और एक टेट्रा मेथिल अमोनियम हाइड्रॉक्साइड TMAH होता है जिसका उपयोग सिलिकॉन वाष्प या सिलिकॉन सामग्री को ईच के लिए किया जाता है अब अगर मैं KOH का उपयोग करता हूं और यदि मैं TMAH का उपयोग करता हूं जो कि फायदेमंद है तो मुझे पहले यह देखने की जरूरत है कि आपको सूखी एचिंग या गीली एचिंग का चयन करना है फिर गीली एचिंग के भीतर किस तरह की प्रक्रिया सूखी एचिंग के भीतर किस तरह की प्रक्रिया है तो अगला सुरक्षा है जो सुरक्षित है मेरे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हैं जिनका मैं उपयोग करूंगा तो मुझे पता है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है जहाँ KOH नहीं है इसलिए यदि मेरे पास एक उचित धुआं हुड है तो एक अच्छा वातावरण है मैं कक्षा 1000 10000 के वातावरण में उचित धुआं हुड और उचित गीली बेंच के साथ काम कर रहा हूं एसिड बेंच सॉल्वेंट बेंच सब कुछ और फिर मैं एक प्रक्रिया का उपयोग कर रहा हूं सामग्री भी न्यूरोटॉक्सिक है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैंने बहुत से लोगों को धुएं लकड़ी के भीतर अपना सिर डालते देखा है इसकी अनुमति नहीं है धुआं हुड केवल आपके हाथ लगाने के लिए है सिर नहीं नहीं तो आपको लकड़ी की आवश्यकता क्यों है आपको बस अपना हाथ रखना है और आप उनके धुआं हुड में या गीली बेंच में काम करना चाहते हैं कृपया इसे सूंघें नहीं कृपया अपना सिर इस विशेष उपकरण वेट बेंच के अंदर न डालें तो फिर अगली लागत है यदि मैं सूखी एचिंग का उपयोग करता हूँ और यदि मैं गीली एचिंग का उपयोग करता हूँ तो कौन सा अधिक महंगा है ज्यादातर समय गीली एचिंग सूखी एचिंग की तुलना में सस्ती होती है सूखी एचिंग महंगी है हालांकि सूखी एचिंग के अपने फायदे हैं अंत में शुष्क एचिंग से अवशिष्ट गैसों का पर्यावरणीय प्रभाव यह पर्यावरण को अधिक प्रभावित करेगा या गीली एचिंग के बाद अवशेष गैसों या अपशिष्ट रसायन को प्रभावित करेगा जो पर्यावरण को अधिक प्रभावित करेगा तो एक और बात है जिसे हमें समझने की जरूरत है तो ये वो चीजें हैं जिन्हें आप जानते हैं कि जब आप पैटर्निंग और एचिंग कर रहे होते हैं तो समझते हैं आइए अब हम फोटोलिथोग्राफी देखें बहुत ही महत्वपूर्ण विषय यदि आप स्लाइड फोटो लिथो देखते हैं तो यह फोटोलिथोग्राफी हमें यह समझने की जरूरत है कि सामग्री को बनाने या पैटर्न बनाने के लिए हमें किन तकनीकों का उपयोग करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे हमें एक बहुलक का उपयोग करना है जिसे फोटो रेसिस्ट कहा जाता है अब फोटो रेसिस्ट को संक्षेप में P R कहा जाता है तो फोटो रेसिस्ट दो प्रकार के होते हैं सकारात्मक फोटो रेसिस्ट और नकारात्मक फोटो रेसिस्ट फिर अगला कदम जो आपको समझने की जरूरत है उसे मास्क कहा जाता है दो प्रकार के मास्क ब्राइट फील्ड मास्क और डार्क फील्ड मास्क अगर मेरे पास यह एक मास्क है यह आयत है मास्क सीमा है और केवल यह अक्षर जो मैंने यहां लिखा है या यह प्रतीक है कि मैं सकारात्मक नकारात्मक उज्ज्वल क्षेत्र अंधेरे क्षेत्र मास्क P R का उपयोग कर रहा हूं यह तीर ये केवल अंधेरा है नहीं तो मेरा पूरा क्षेत्र यह हर जगह उज्ज्वल है पारदर्शी है यह मेरा उज्ज्वल क्षेत्र मास्क है इसके बजाय अगर मैं चाहता हूं कि अगर मेरे पास यह पूरा बॉक्स है तो आप मान लें कि मैं सिर्फ रेखाएं खींच रहा हूं लेकिन आप मानते हैं कि सब कुछ अंधेरा है और केवल वही पैटर्न जो मैं यहाँ बना रहा हूँ यह चक्र उज्ज्वल है सब कुछ अँधेरा है ये सब जांच है तो मान लीजिए कि सब कुछ इस तरह अंधेरा है और उसमें केवल जो सर्कल मैंने खींचा है जो उज्ज्वल पारदर्शी है यह डार्क फील्ड मास्क है मैं एक बार फिर आपको डार्क फील्ड मास्क दिखाऊंगा ताकि आप समझ सकें कि यह कैसा दिखता है अब डार्क फील्ड या ब्राइट फील्ड के बारे में चर्चा करने का क्या मतलब है तो आप उज्ज्वल फ़ील्ड मास्क में क्या बिंदु देखते हैं आपके पास एक ही पैटर्न होगा आप उसी पैटर्न को दोहरा सकते हैं जो मास्क में था इसका क्या मतलब है तो यदि आप स्लाइड देखते हैं अगर मैं एक सकारात्मक फोटो रेसिस्ट का उपयोग करता हूं और मैं एक उज्ज्वल क्षेत्र मास्क का उपयोग करता हूं मान लें कि हमारे पास यह मेरा उज्ज्वल क्षेत्र मास्क है और फिर दूसरा यह मेरा अंधेरा क्षेत्र मास्क है मैं इसे जल्दी से खींचता हूं तो आप लिथोग्राफी में सकारात्मक फोटो रेसिस्ट और नकारात्मक फोटो रेसिस्ट की भूमिका को समझते हैं तो इस फोटोलिथोग्राफी को समझना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे किसी भी माइक्रोसेंसर या माइक्रो फेब्रिकेशन तकनीक का दिल माना जाता है फोटोलिथोग्राफी को माइक्रो फैब्रिकेशन माइक्रोसेंसर फेब्रिकेशन तकनीक का दिल माना जाता है तो इस तरह के पैटर्न को छोड़कर हर जगह अंधेरा मास्क दिखता है तो अब जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं वह यह है कि यदि मैं अपने डार्क फील्ड मास्क और अपने ब्राइट फील्ड मास्क के साथ एक सकारात्मक फोटो रेसिस्ट का उपयोग करता हूं तो क्या होगा और यदि मैं अपने उज्ज्वल क्षेत्र मास्क और अंधेरे के साथ नकारात्मक फोटो रेसिस्ट का उपयोग करता हूं फील्ड मास्क तो क्या होगा यह वही है जो एक डार्क फील्ड मास्क है अब आप कहते हैं कि यह एक डार्क फील्ड मास्क है यह एक उज्ज्वल क्षेत्र मुखौटा है तो उज्ज्वल क्षेत्र अंधेरा क्षेत्र हैं अब अगर मैं सकारात्मक रेसिस्ट का उपयोग करता हूं और अगर मैं इस तरह से उज्ज्वल फील्ड मास्क और डार्क फील्ड मास्क का उपयोग करता हूं तो सिलिकॉन वाष्प पर मेरा किस तरह का पैटर्न होगा तो यह एक सिलिकॉन वाष्प है मैं केवल आयताकार सब्सट्रेट बनाने देता हूँ यह आपके लिए समझना आसान हो जाता है फिर जब मैं उज्ज्वल क्षेत्र मास्क और सकारात्मक फोटो रेसिस्ट का उपयोग करता हूं तो मेरे पास यह पैटर्न होगा जब मेरे पास सकारात्मक फोटो रेसिस्ट और डार्क फील्ड मास्क होगा तो मेरे पास यह पैटर्न होगा जिसे मैं चित्रित कर रहा हूँ तो आप जो देख रहे हैं वह यह है कि मास्क पर जो भी पैटर्न था वही पैटर्न सब्सट्रेट पर स्थानांतरित किया गया है आप डार्क फील्ड मास्क देखें कि यह कैसा दिख रहा था आप वैसे ही दिख रहे हैं जैसे मैं यहां चित्रित कर रहा हूं उसी पैटर्न को सब्सट्रेट पर स्थानांतरित किया जाता है या सब्सट्रेट पर रखा जाता है यह सकारात्मक फोटो रेसिस्ट का उपयोग करने का लाभ है या यह सकारात्मक फोटो रेसिस्ट की भूमिका है या आप सकारात्मक फोटो रेसिस्ट की विशेषताओं को कह सकते हैं कि यह उसी पैटर्न को बनाए रखेगा जैसा कि सब्सट्रेट पर है अगर मैं अपने सकारात्मक फोटो रेसिस्ट का उपयोग करता हूं तो मेरे पास यही होगा यह मेरा सब्सट्रेट है इसलिए यदि मैं अपने ब्राइट फील्ड मास्क का उपयोग करता हूं तो मेरे पास एक ही पैटर्न होगा यदि मैं डार्क फील्ड मास्क का उपयोग करता हूं तो मेरा पैटर्न समान होगा लेकिन यह सकारात्मक फोटो रेसिस्ट के लिए है इसके बजाय अगर मैं नकारात्मक फोटो का उपयोग करता हूं इसलिए अगर मैं उज्ज्वल क्षेत्र मास्क के साथ नकारात्मक फोटो रेसिस्ट का उपयोग करता हूं तो मेरे पास इस तरह का पैटर्न होगा और अगर मैं डार्क फील्ड मास्क के साथ नकारात्मक फोटो रेसिस्ट का उपयोग करता हूं तो मेरे पास यह पैटर्न होगा आप विपरीत देखते हैं अगर मैं सकारात्मक फोटो प्रतिरोध का उपयोग करता हूं तो मुझे इस तरह के तीर या बिंदीदार तीर के साथ सकारात्मक फोटो रेसिस्ट बनाने दें अगर मैं सकारात्मक फोटो रेसिस्ट का उपयोग करता हूं तो मेरे पास यह पैटर्न होगा और इस मास्क के साथ मेरे पास यह पैटर्न होगा लेकिन नकारात्मक फोटो रेसिस्ट के मामले में अगर मैं उज्ज्वल क्षेत्र मास्क का उपयोग करता हूं तो मैं इसे समाप्त कर दूंगा अगर मैं डार्क फील्ड मास्क का उपयोग करता हूं तो मैं इस पैटर्न के साथ समाप्त हो जाऊंगा तो हम क्या समझते हैं हम समझते हैं कि मैंने आपको बताया था कि एक UV प्रकाश है जिसे हम फोटोलिथोग्राफी में उपयोग कर रहे हैं तो यहां आप जो समझते हैं वह यह है कि जब मैं सकारात्मक फोटो रेसिस्ट का उपयोग करता हूं तो वह क्षेत्र जो उजागर नहीं होता है आप देखिए मैंने इस तीर को नकारात्मक के लिए निकालने दिया तो यह आपके लिए भ्रमित करने वाला नहीं है कि क्या आप यहां केवल सकारात्मक फोटो रेसिस्ट के लिए देख रहे हैं हम केवल सकारात्मक फोटो रेसिस्ट के लिए बात कर रहे हैं सकारात्मक फोटो रेसिस्ट के मामले में उस क्षेत्र का विरोध करें जो यूवी प्रकाश से उजागर नहीं होता है वह मजबूत होगा आप यहां देख सकते हैं कि यह क्षेत्र उजागर नहीं हुआ है तो यह मजबूत हो जाता है इस क्षेत्र को उजागर नहीं किया जाता है अब नेगेटिव फोटो रेजिस्टेंस के मामले में अगर मैं नेगेटिव फोटो रेसिस्टेंस की बात करूं तो जो एरिया एक्सपोज नहीं होता है वह कमजोर हो जाता है और जो एरिया एक्सपोज हो जाता है वह मजबूत हो जाता है यह क्षेत्र बेनकाब हो गया है यह पारदर्शी चीज सामने आ गई है तो हमारे यहां यह पैटर्न है इस मामले में नकारात्मक फोटो रेसिस्ट मैं नकारात्मक फोटो रेसिस्ट के बारे में बात कर रहा हूं इस मामले में उज्ज्वल क्षेत्र मास्क जो क्षेत्र उजागर होता है और वह क्षेत्र जो उजागर नहीं होता है वह कमजोर होगा आप यहां देख सकते हैं इसका मतलब है कि अगर मैं सकारात्मक फोटो रेसिस्ट का उपयोग कर रहा हूं तो वह क्षेत्र जो उजागर हुआ है और वह क्षेत्र जो एक्सपोज़ और अनएक्सपोज़ नहीं है वह यूवी लाइट के संबंध में है इसलिए सकारात्मक फोटो रेसिस्ट के मामले में जो क्षेत्र अनएक्सपोज्ड है वह मजबूत हो जाता है जो क्षेत्र उजागर होता है वह कमजोर हो जाता है नकारात्मक फोटो रेसिस्ट के मामले में जो क्षेत्र उजागर नहीं होता है वह कमजोर हो जाता है जो क्षेत्र उजागर होता है वह मजबूत हो जाता है इसे समझना बहुत जरूरी है इसलिए हम इस अत्यंत महत्वपूर्ण समझ के बारे में बात कर रहे हैं कि आप कैसे उपयोग कर रहे हैं या आपको कब एक उज्ज्वल फील्ड मास्क डार्क फील्ड मास्क का उपयोग करना होगा जिस क्षेत्र को उजागर किया जाता है वह किस तरह का पैटर्न आपको प्राप्त होगा क्षेत्र उजागर नहीं होता है यूवी लाइट के साथ आपको किस तरह का पैटर्न मिलेगा इसलिए ब्राइट फील्ड मास्क और पॉजिटिव फोटो रेजिस्टेंस डार्क फील्ड मास्क और पॉजिटिव फोटो रेसिस्टेंस ब्राइट फील्ड मास्क और नेगेटिव फोटो रेसिस्टेंस डार्क फील्ड मास्क और नेगेटिव फोटो रेसिस्ट को समझना बेहद जरूरी है अब बहुत ही सरल अवधारणा यह है कि मास्क पर पैटर्न जो भी हो वही पटर है हम वाष्प या सब्सट्रेट पर स्थानांतरित कर सकते हैं जब आप सकारात्मक फोटो रेसिस्ट का उपयोग कर रहे हों लेकिन जब आप एक नकारात्मक फोटो रेसिस्ट का उपयोग कर रहे हों तो पैटर्न जो भी हो विपरीत पैटर्न सबस्ट्रेट पर आ जाएगा तो एक और तरीका सकारात्मक फोटो रेसिस्ट क्षेत्र जो उजागर नहीं होता है वह मजबूत हो जाता है नकारात्मक फोटो रेसिस्ट क्षेत्र जो उजागर नहीं होता है वह कमजोर हो जाता है सकारात्मक फोटो रेसिस्ट क्षेत्र जो उजागर होता है वह कमजोर हो जाता है नकारात्मक फोटो इसका विरोध करता है जो क्षेत्र उजागर होता है वह बहुत आसान हो जाता है याद रखना बेहद आसान है इसलिए मुझे लगता है कि अब हम इस विशेष मॉड्यूल को यहां समाप्त करते हैं और हम अगले मॉड्यूल में जारी रखेंगे जहां मैं उस प्रक्रिया के बारे में बात करूंगा जिसका उपयोग हम वाष्प के पैटर्न के लिए करते हैं क्या प्रक्रिया है हम एक उदाहरण लेंगे ताकि आप समझ सकें हम एक हीटर का बहुत ही सरल उदाहरण लेंगे तो आपको यह बात समझ में आ जाए कि किस तरह की तकनीक या इसमें कौन सी प्रक्रियाएं शामिल हैं फोटोलिथोग्राफी में कौन से चरण शामिल हैं मैं आपको अगले मॉड्यूल में देखूंगा धन्यवाद